तो व्याख्यान 04 कवर किए जाने वाले विषय निम्नलिखित हैं हमेशा की तरह हम अंतिम कक्षा में जो कुछ भी किया है उसका एक त्वरित सारांश करेंगे लेकिन थोड़ी अतिरिक्त जानकारी के साथ ताकि यह सिर्फ एक पुनरावृत्ति न हो कुछ अतिरिक्त दृष्टिकोण आज का व्याख्यान हम पुनर्निर्माण के संदर्भ में प्रक्रिया के संदर्भ में देखेंगे पिछली बार हमने फ़िल्टर के बारे में बात की थी जिसे हम पुनर्निर्माण के लिए उपयोग करेंगे तो आज हम पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे फिर एक आदर्श पुनर्निर्माण फ़िल्टर से हम कैसे काम करते हैं या वास्तविक पुनर्निर्माण फ़िल्टर की दिशा में रास्ता है इसलिए यह एक 2 चरण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें वास्तविक फ़िल्टर मिलता है और हम बात करेंगे कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स के डिस्क्रीट टाइम प्रसंस्करण के बारे में कई बार इसलिए कई बार हम इस अवधारणा का दौरा करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कंटीन्यूअस टाइम से डिस्क्रीट टाइम में जाने के बारे में बहुत सहज महसूस करें जहां डिस्क्रीट टाइम का सैंपलिंग अलग है इसलिए मूल रूप से मल्टी रेट सिस्टम की अच्छी समझ प्राप्त करने के लिए हम कंटीन्यूअस टाइम का जिक्र करते रहते हैं और यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम क्या कर सकते हैं कंटीन्यूअस टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिस्क्रीट टाइम के बीच के रिश्ते जब आप जाते हैं तब क्या होता है जब आप सैंपलिंग की प्रक्रिया करते हैं जब आप पुनर्निर्माण करते हैं तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ढांचा है जो आज के व्याख्यान में शामिल है हम एक पुनर्निर्माण के बारे में भी बात करेंगे हम एक पुनर्निर्माण प्रक्रिया को कैसे विकसित करते हैं डी एDA में क्या होता है उदाहरण के लिए यदि एक समझ के लिए हम क्या मान रहे हैं कि सभी छात्र परिचित हैं ओप्पेनहेम और शेफ़र अध्याय 2 की सामग्री के साथ मुख्य रूप से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स और प्रणालियों की परिभाषा होगी एलटीआई की समझ डिस्क्रीट टाइम फूरियर रूपांतरण यह गुण और बुनियादी संचालन हम उनमें से कुछ को आज के व्याख्यान में पास करने के लिए संदर्भित करेंगे जो हमारा अंतर्निहित ढांचा है हम प्राथमिक रूप से ओपेनहेम और शेफर अध्याय 4 पर केंद्रित हैं फिलहाल लिखित असाइनमेंट नंबर 1 और कंप्यूटर असाइनमेंट नंबर 1 दोनों को अपलोड किया जाएगा कुछ घंटों का समय कृपया इसे देखने और शुरू करने के लिए समय निकालें मंगलवार का घंटा संदेह को दूर करने के लिए है यह आधिकारिक व्याख्यान नहीं है लेकिन यही समय है कि टीएएस और मैं किसी भी संदेह का जवाब देने के लिए उपलब्ध होंगे ठीक है तो बस लेने के लिए जहां हम छोड़ दिया की हमने पिछली कक्षा में कहा था हमने बयान दिया था कि यदि आप ओमेगा एस पर सैंपलिंग किए गए कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को देखना चाहते हैं तो हम पुनर्निर्माण प्रक्रिया को करते समय एक बैंड लिमिटेड सिग्नल प्राप्त करेंगे यह s2 तक सीमित होगा -s2 से s2 तक आदर्श पुनर्निर्माण फ़िल्टर वह है जो छवियों से छुटकारा दिलाएगा ध्यान दें कि छवियां ओमेगा एस के गुणकों में स्थित होंगी यह इस प्रकार है -s2 से s2 और 0 हर जगह तो यह मूल रूप से k 0 संस्करण को छोड़कर अन्य सभी छवियों को हटा देता है या प्राथमिक छवि अब दूसरा पहलू स्केलिंग है इसलिए ध्यान रखें कि एक स्केलिंग तत्व है जो हिस्सा है और मुझे यकीन है कि आप यह सत्यापित करने में सक्षम होंगे कि एक आदर्श पुनर्निर्माण फ़िल्टर की संबंधित इम्पल्स प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है जैसे मूल रूप से एक सिंक फंक्शन है ठीक है हम इसे थोड़ा और विस्तार से देखने पर वापस आएंगे लेकिन हम अभी तक हमारे द्वारा कहे गए सभी प्रमुख परिणामों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं या पुन उपयोग करते हैं इसलिए सैंपलिंग प्रक्रिया XsjΩ1Tsk ∞XcjΩ ks यह अभिव्यक्ति के साथ बहुत अधिक परिचित और आरामदायक है ठीक है स्केलिंग फैक्टर कई इसलिए k 0 आपका अंतर्निहित कंटीन्यूअस टाइम स्पेक्ट्रम है k 1 2 के गुणकों आपको सभी स्थानांतरित संस्करण मिलते हैं और वे चित्र हैं जो सैंपलिंग के दौरान होते हैं वे हैं जिन्हें आपको पुनर्निर्माण की प्रक्रिया करते समय निकालने की आवश्यकता होती है ठीक है जो कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी s सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी 2πTs और बहुत महत्वपूर्ण संबंध के बीच के संबंध को ठीक करता है क्योंकि आप Ts को कम करते हैं अर्थात आपका सैंपलिंग अवधि कम हो रही है सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ठीक है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है क्योंकि मुझे लगता है कि यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि s2πTs कि वे विपरीत रूप से संबंधित हैं जो अधिक महत्वपूर्ण है वही फ्रीक्वेंसी डोमेन व्याख्या है जो मैं चाहूंगा की आप मूल रूप से ध्यान में रखें अगर मेरे पास एक सिग्नल है जो 0 से 0 तक है तो यह बैंड लिमिटेड सिग्नल है मैं इसे कुछ ओमेगा एस पर सैंपलिंग करता हूं नीक्वीस्ट फ्रीक्वेंसी को संतुष्ट करता है नीक्वीस्ट मानदंड ओमेगा एस इसलिए स्पेक्ट्रम का कोई ओवरलैप नहीं है और अब अगर मैं TsTs15 निर्दिष्ट करता हूं तो बस इंटरेस्ट के लिए क्या होता है यह देखते हैं तो इसका मूल रूप से मतलब है कि मेरी इसी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी मैंने अपना सैंपलिंग अवधि कम कर दी है इसलिए अपनी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी को 15s मूल से बढ़ाएं इसलिए नया संस्करण जो हम स्पेक्ट्रल प्रतिनिधित्व मूल स्पेक्ट्रम के संदर्भ में प्राप्त करेंगे 0 से 0 से इसलिए अब s के बजाय यह 15s पर जाएगा इसलिए मूल रूप से स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम की प्रतियां अब अलग हो गई हैं तो यह s15s है ठीक है इसलिए यह फिर से अंतर्निहित प्रक्रिया है यह जल्दी से संबंधित होने के लिए टाइम डोमेन में क्या हो रहा है फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण है अब आखिरी व्याख्यान में हमने साइनसॉइड के सैंपलिंग पर कुछ मात्रा में चर्चा कैसे की ठीक है साइनसॉइड के सैंपलिंग पर हमने एक ऐसे मामले पर ध्यान दिया जहां कोई अलियासिंग नहीं था और हमने पुनर्निर्माण किया हमें मिला उस मामले को देखा जहां अलियासिंग था और पुनर्निर्माण को भी देखा था इसलिए यह कथन कि हम साइनसॉइड के सैंपलिंग में दूर कर सकते हैं और पुनर्निर्माण है यह है कि पुनर्निर्माण सिग्नल पुनर्निर्माण सिग्नल स्पेक्ट्रम पर निर्भर करता है जो s2 से s2 के बीच स्थित है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह मूल स्पेक्ट्रम का हिस्सा था या शिफ्ट किए गए स्पेक्ट्रम में से एक था जो हमने देखा था अंतिम व्याख्यान में तो सिग्नल की रेंज पर निर्भर करता है s2 से s2 अलियासिंग के साथ साइनसोइड्स के मामले में हमने पाया कि स्पेक्ट्रम के भीतर भी एक साइनसॉइड है लेकिन एक अलग फ्रीक्वेंसीयों का ताकि अवलोकन ठीक था अब आदर्श पुनर्निर्माण फ़िल्टर के संदर्भ में हमने इस जानकारी को देखा था इसलिए हम इसे नहीं दोहराएंगे अब मुझे उदाहरण से मुख्य अवलोकन का उल्लेख करने दें जो हमने देखा था कि सीडी डेटा कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी डेटा उत्पन्न करने का उदाहरण था मैं फिर से ड्रा नहीं करूँगा मुझे यकीन है कि आप इसे संदर्भित कर सकते हैं मुख्य सिद्धांत जो हमने कहा था कि हम 4x ओवर सैंपलिंग कर रहे हैं ठीक है इसलिए 4x ओवर सैंपलिंग स्ट्रैटेजी थी इसलिए सैंपलिंग फ्रिक्वेंसी 441से 1764 किलोहर्ट्ज़ हो गई ठीक है अब ऐसा करने का कारण क्योंकि हमारे पास एक एनालॉग एंटी अलियासिंग फ़िल्टर था एंटी अलियासिंग फ़िल्टर वास्तव में एक एंटी अलियासिंग फ़िल्टर नहीं था क्योंकि इसमें अलियासिंग होने की अनुमति थी यह वास्तव में बहुत आराम से लौ पास फ़िल्टर के रूप में निकला था कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसा कि हमने पिछली कक्षा में उल्लेख किया था कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वास्तव में s2 नहीं थी लेकिन s2 से कुछ अधिक था वास्तव में हमने कहा कि आप 156 किलोहर्ट्ज़ तक जा सकते हैं ठीक है अब यह दिलचस्प है मुझे आशा है कि आपको यह देखने का मौका मिलेगा और इसके साथ सहज महसूस होगा कि यह एक एनालॉग फ़िल्टर है जो सैंपलिंगकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अलियासिंग होने देगा हमें अंतिम परिणाम में प्रभावित नहीं करता है क्योंकि एक डिजिटल फ़िल्टर है जो इस प्रकार है एक डिजिटल लो पास फ़िल्टर है जो सैंपलिंग के बाद है डिजिटल लो पास फ़िल्टर है इस डिजिटल लो पास फ़िल्टर के लिए स्टॉप बैंड कट ऑफ क्या था यह वास्तविक फ्रीक्वेंसी के संदर्भ में था यह 2 से विभाजित 441 होगा तो यह 2205 किलोहर्ट्ज़ होना चाहिए ठीक है लेकिन डिजिटल फ्रीक्वेंसी जब आप डिस्क्रीट टाइम फ़िल्टर के संदर्भ में इसका प्रतिनिधित्व करते हैं तो किलोहर्ट्ज़ संकेतन नहीं होता है तो इसे केवल रेडियंस होना चाहिए इसलिए मैं इसे रेडियंस में कैसे बदलूं मेरी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी 1764 किलोहर्ट्ज़ है जो 2π से मेल खाती है ठीक है कि मेरा सैंपलिंग फ्रीक्वेंसीहै तो अब सवाल यह है कि अगर मेरे पास 2205 किलोहर्ट्ज़ है तो इससे क्या मेल खाता है 4 ठीक है तो यह एक लौ पास फ़िल्टर है डिजिटल फ़िल्टर कट ऑफ 4 π 4 के साथ एक लौ पास फ़िल्टर है जो कि यदि आप आदर्श लौ पास फ़िल्टर डिजाइन कर सकते हैं लेकिन हम मूल रूप से याद रखें कि यह एक व्यावहारिक प्रणाली हैतो क्या मैं लौ पास फ़िल्टर डिजाइन करता हूं जो इस तरह दिखता है या क्या मैं एक लौ पास फ़िल्टर डिजाइन करता हूं जो इस तरह दिखता है कौन सा वह है जिसे मुझे करने की अनुमति है इसलिए यदि मैं एंटी अलियासिंग संपत्ति को कड़ाई से संतुष्ट करना चाहता हूं तो मुझे नारंगी के साथ जाना होगा जो वांछित या वांछित लौ पास फ़िल्टर है जो डिजिटल लौ पास फ़िल्टर है याद रखें 4 2205 से मेल खाती है अगर इसके बाहर कुछ भी अनुमति दी जाती है तो मैं अलियासिंग के प्रभाव से समस्याओं में चला जाऊंगा क्योंकि कुछ अवांछित सिग्नल मौजूद हैं क्योंकि मेरे एनालॉग फ़िल्टर ने चीजों को प्रवेश करने की अनुमति दी है ठीक है अब डिज़ाइन किया गया एक लौ पास फ़िल्टर जो इस तरह दिखता है व्यावहारिक लौ पास फ़िल्टर इसलिए किनारे यह 20 किलोहर्ट्ज़ है आपको इसे डिस्क्रीट टाइम के लिए अनुवाद करना होगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीयों ये है यह 4 से मेल खाता है जो कि फ़िल्टर है जिसे हम उपयोग करते हैं और अंतिम चरण जो हमने डिजिटल फ़िल्टरिंग के बाद किया था वह π4 के एक फैक्टर द्वारा सैंपलिंग था नीचे 4x द्वारा सैंपलिंग ठीक है इसलिए एनालॉग लौ पास फ़िल्टर का संयोजन लौ पास फ़िल्टर प्लस डिजिटल लौ पास फ़िल्टर प्रभावी रूप से यह मेरा एंटी अलियासिंग फ़िल्टर था ठीक है यह मेरा एंटी अलियासिंग फ़िल्टर है इस तंत्र के माध्यम से मुझे जो लाभ हुआ है वह यह है कि एनालॉग फ़िल्टर की जटिलता को डिस्क्रीट टाइम डोमेन पर स्थानांतरित कर दिया गया था इसलिए डिजिटल फ़िल्टर तेज फ़िल्टर हो सकता है और प्रभावी रूप से अलियासिंग इंटरेस्ट बैंड के सिग्नलमें मौजूद नहीं है ठीक है तो फिर से यह एक उदाहरण है लेकिन यह उन महत्वपूर्ण परिणामों पर प्रकाश डालता है जिन्हें हम ठीक करने पर जोर देना चाहते हैं हमें यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम औपचारिक रूप से संबंध स्थापित कर रहे हैं इसलिए मुझे केवल इस बात का उल्लेख करना चाहिए कि इससे पहले कि हम बाकी व्याख्यान में आगे बढ़ें तो डिस्क्रीट टाइम संबंध अगर मेरे पास एक अनुक्रम है डिस्क्रीट टाइम अनुक्रम x n मैं एक डिस्क्रीट टाइम फूरियर परिवर्तन के बारे में बात करता हूं जो कि Xejω है और रिश्ते Xejω की अवधि के साथ ओमेगा आवधिक में जारी है

2π Xejωn ∞xne jωn और xn12π πXejωejωndω फिर यह कुछ ऐसा है जिससे आप परिचित हैं लेकिन मुझे इसे लिखने की आवश्यकता है ताकि हम बुनियादी परिभाषाओं के साथ सहज रहें और बहुत बार डीएसपी में हम वास्तव में चिंता नहीं करते हैं कि कंटीन्यूअस टाइम में क्या हुआ है लेकिन हमें पूरी तरह से जागरूक होने की आवश्यकता है क्योंकि हम आगे और पीछे जा रहे हैं इसलिए अंतर्निहित कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल है इसलिए यदि यह xc है जो एक फूरियर ट्रांसफॉर्म XcjΩ के साथ है तो मुझे बस पूर्णता के साथ लिखने दें XcjΩ ∞xce jΩtdt and xn12π ∞XcjΩejΩtdΩ तो यह कि कमोबेश हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी रूपरेखा तय करते हैं फिर जो बचा है वह है कंटीन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम के बीच की कड़ी उस लिंक को याद रखें जो आगे और पीछे जाता है एक तरह से यह सैंपलिंग है दूसरा तरीका पुनर्निर्माण प्रक्रिया है इसलिए डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी ओमेगा सैंपलिंग अवधि के माध्यम से कंटीन्यूअस टाइम फ्रीक्वेंसी से संबंधित है Ts2πs इसलिए मूल रूप से किसी भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा कंटीन्यूअस टाइम को इसी डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी के लिए मैप किया जा सकता है जो निम्न 2πs या 2πΩs का उपयोग करता है ठीक है जैसा कि आपने कंटीन्यूअस टाइम फ्रीक्वेंसी को लिया इसे Ωs द्वारा सामान्यीकृत किया और फिर इसे 0 से 2 π ओमेगा एस 1622 से 2 π की सीमा में मैप किया इसलिए फिर से यह उपयोगी संबंध सरल है लेकिन यह हमें एक डोमेन से दूसरे में मैप करने में सक्षम बनाता है अब एक महत्वपूर्ण बात आती है यह एक अवलोकन का अधिक है इसलिए s सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है वह फ्रीक्वेंसी है जिसके साथ स्पेक्ट्रम अब डिस्क्रीट टाइम में दोहराता है यह 2π से मेल खाता है इसलिए डिस्क्रीट टाइम में 2π मैं करूँगा बस इसे डिस्क्रीट टाइम के रूप में डालें यह कंटीन्यूअस टाइम है फ्रीक्वेंसीयों 2π मैप्स s ठीक है और बहुत बार हम s2 में रुचि रखते हैं क्योंकि यह स्पेक्ट्रम का वह हिस्सा है जिसे फिर से संगठित किया जाएगा ताकि इसका मतलब है कि डिस्क्रीट टाइम में डिस्क्रीट टाइम में प्रतिनिधित्व 1717 इंटरेस्ट की ठीक है इसलिए आमतौर पर पुनर्निर्माण की प्रक्रिया s2 से s2 तक होती है यह डिस्क्रीट डोमेन में मेल खाती है यह - से मेल खाती है हम देखते हैं मूल रूप से डिस्क्रीट टाइम फूरियर रूपांतरण की एक अवधि को देखते हुए स्पेक्ट्रल गुण ठीक है और अब संबंधित अवलोकन का एक और प्रकार जब मैं 0 से 2 तक जाता हूं तो मैं डिस्क्रीट टाइम प्रतिनिधित्व को देख रहा हूं तो मेरी उच्चतम फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट में कहां होती है यह पर होता है इसलिए मूल रूप से एक अवलोकन जिसे हम यहां नोट करेंगे शायद यह है कि π उच्चतम फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है उच्चतम फ्रीक्वेंसी जो मूल रूप से कहती है कि 2π डीसी के चारों ओर लपेटेगी ठीक है इसलिए फिर से यह उन सभी विभिन्न रिश्तों के माध्यम से है जो हमारे पास हैं ठीक है इसलिए मुझे लगता है कि अब हम अपनी चर्चा में एक नए विषय पर लेने के लिए तैयार हैं जो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है फिर से यह एक ऐसा विषय है जिसका आपने बुनियादी डीएसपी में अध्ययन किया होगा लेकिन हमारी रुचि 1854 की है क्योंकि हम इसे मल्टी रेट सिस्टम के संदर्भ में कई बार देख रहे होंगे इसलिए प्रक्रिया पुनर्निर्माण की मूल अंतर्निहित प्रणाली यह है कि मेरे पास एक अनुक्रम x n है मुझे इसे एक कंटीन्यूअस समय सिग्नल xr और हमें जो कदम उठाने की आवश्यकता होगी में इसे फिर से बनाना होगा पहला कदम यह होगा कि मुझे डिस्क्रीट डोमेन से जाने की आवश्यकता है जहां मैं संख्या के संदर्भ में प्रतिनिधित्व कर रहा हूं यह कंटीन्यूअस टाइम में कुछ संख्याओं का क्रम है तो एक क्रम से हमें इसे एक इम्पल्स ट्रेन में बदलने की आवश्यकता है ठीक है फिर एक बार जब आप इसे एक इम्पल्स ट्रेन के रूप में लेते हैं तो यह एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल है आइए हम इसे xs के रूप में कहते हैं फिर यह होना है स्पेक्ट्रम के अवांछित भागों को हटाकर इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा इसलिए यह पुनर्निर्माण फ़िल्टर होने जा रहा है और फिलहाल हम यह मानने जा रहे हैं कि यह आदर्श है हम बहुत जल्द आदर्श मान्यताओं को हटा देंगे लेकिन अभी के लिए हम मानेंगे कि इसमें एक स्पेक्ट्रम HrjΩ है और फिर उसके आधार पर हम एक आउटपुट का निर्माण करते हैं जो कि पुनर्निर्मित टाइम डोमेन सिग्नल है ठीक है इसलिए जो इनपुट हमें देने की आवश्यकता है एक संदर्भ बिंदु है जो बताता है कि उसके बीच अंतर क्या है इसलिए एक अंतर्निहित Ts है जिसे निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है जब मैं पुनर्निर्माण प्रक्रिया करता हूं अन्यथा ये सिर्फ सैंपलिंग हैं मैं उन्हें एक मिलीसेकंड रिक्ति के रूप में व्याख्या कर सकता हूं या मैं लागू कर सकता हूं उनके बीच 100 मिलीसेकंड की व्याख्या करें इसलिए हमें यह निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है कि हम किस सैंपलिंग की अवधि के लिए पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं इसलिए इसे गणितीय रूप से लिखने से हमें सबसे अच्छी जानकारी मिलती है इसलिए हम उस प्रक्रिया को लिख दें जो हमने लिखी है इसलिए xsn ∞xnδ xrxshr मैं एक एलटीआई प्रणाली के इनपुट आउटपुट को देख रहा हूं इनपुट के साथ दिया गया इम्पल्स प्रतिक्रिया मुझे मेरा आउटपुट देता है इसलिए यदि आप अभी अभिव्यक्ति लिखते हैं तो आपको एक बहुत ही रोचक परिणाम मिलता है xrn ∞xnδhr ठीक है अब मैं एक परिणाम को आमंत्रित करना चाहूंगा कि मुझे यकीन है कि आप परिचित हैं कंटीन्यूअस टाइम में और डिस्क्रीट टाइम में लेकिन कंटीन्यूअस टाइम गुण मूल रूप से कहती है कि अगर मेरे पास एक डेल्टा फ़ंक्शन है जो एक मान nTs पर होता है और मैंने इसे hr के साथ कॉन्वॉल्व किया है मुझे क्या मिलेगा मूल रूप से इम्पल्स प्रतिक्रिया केंद्र में स्थानांतरित हो जाएगी जहां इम्पल्स होता है इसलिए hr ठीक है इसलिए इसका परिणाम यह है कि जब मैं किसी इम्पल्स के साथ किसी भी चीज का पता लगाता हूं तो मूल रूप से फ़ंक्शन संरक्षित होता है लेकिन केवल उस स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है जहां फ़ंक्शन होता है इसलिए यह मुझे बताता है कि पुनर्निर्मित सिग्नल बहुत अच्छी तरह से xrn ∞xnhr के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह है मुझे यकीन है कि यह एक नया समीकरण नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे मूल रूप से आँखों की एक नई जोड़ी के साथ देखें जो हम कह रहे हैं कि पुनर्निर्माण ने एक निश्चित इम्पल्स प्रतिक्रिया प्राप्त की है और हमने दिखाया कि आदर्श इम्पल्स प्रतिक्रिया एकसिंक फंक्शन है अब एक बार हम उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां हमने पुन निर्मित सिग्नल को पुनर्निर्माण फ़िल्टर इम्पल्स प्रतिक्रिया के स्थानांतरित संस्करणों के रूप में लिखा है लेकिन सैंपलिंग मूल्य द्वारा उचित रूप से मापी गई प्रत्येक वस्तु ठीक है इसलिए अब यहां विज़ुअलाइज़ेशन है इसे मूल रूप से देखने की ज़रूरत है अगर मुझे hr आदर्श पुनर्निर्माण फिल्टर को स्केच करना था तो यह एक सिंक फ़ंक्शन है इसमें शून्य क्रॉसिंग हैं Ts 2Ts 3Ts 4Ts और इसी तरह और बीच में रिंगिंग फ़ंक्शन ठीक है इसलिए मैंने आपको यह दिखाया है कि यह कैसा दिखना चाहिए जैसा कि आप जानते हैं कि यह विस्तारित दृश्य है बस आपको इसके लिए एक अनुभव देना है लेकिन मूल रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि पुनर्निर्माण फ़िल्टर के इम्पल्स की प्रतिक्रिया को देखना है अब पुनर्निर्माण की प्रक्रिया आती है इसलिए यदि मेरे पास समय t 0 पर सैंपलिंग है तो मुझे पुनर्निर्माण फ़िल्टर की एक प्रति तैयार करनी होगी जो कि लाल संस्करण है इसलिए यह सैंपलिंग है वह पुनर्निर्माण फ़िल्टर है जो t 0 पर केंद्रित है फिर t 1 पर यह पुनर्निर्माण फ़िल्टर की ब्लू कॉपी है और फिर t 1 पर एक हरे रंग की प्रतिलिपि है इसलिए आपके पास पुनर्निर्माण फ़िल्टर होने की ग्रीन कॉपी सॉर्ट है लाल संस्करण नीला संस्करण सैंपलिंगकरण नोटिस सभी 2527 को इंगित करता है ताकि बहुत बहुत महत्वपूर्ण गुण हो क्योंकि जो हमें बताता है वह तब होता है जब मैं 2536 परिणामी सिग्नल का सैंपलिंग बिंदुओं के समान मूल्य होगा उन सैंपलिंग मूल्यों को सब कुछ बदल नहीं जाएगा बीच में इसे भर दिया जाता है लेकिन सैंपलिंग मूल्यों को बदल नहीं जाएगा और मैं यह कैसे दिखाता हूं कि मूल रूप से बैंगनी एक सभी सिग्नल्स का योग है इसलिए मूल रूप से यह 2559 सभी सिग्नल्स को लेना है जो एक निश्चित विंडो में अनुसरण कर रहे हैं और सैंपलिंग के मूल्य x n के साथ सैंपलिंग बिंदुओं पर बिल्कुल मेल खाते हैं और फिर अन्य सभी बिंदुओं पर 2612 सिग्नल है इसलिए इस तरीके से पुनर्निर्माण प्रक्रिया की कल्पना करने की क्षमता बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और प्रक्रिया के संदर्भ में क्या होता है और नीक्वीस्ट गुण क्यों महत्वपूर्ण है ऐसा क्यों है कि हमें शून्य क्रॉसिंग के बारे में इतना चिंतित होना पड़ता है क्योंकि यदि ये शून्य क्रॉसिंग संतुष्ट नहीं थे तो मूल सैंपलिंग मूल्यों में बदलाव आया होगा यही कारण है कि इसलिए यह महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है जिसका हम उपयोग करेंगे या हम इसमें एक अंतर्दृष्टि रखना चाहेंगे इम्पल्स प्रतिक्रिया Ts 2Ts 3Ts पर शून्य क्रॉसिंग से होकर जाती है और इसे कभी कभी नीक्वीस्ट गुण के रूप में संदर्भित किया जाता है ठीक है फिर से हम इस विशेष चर्चा में इस पर इतनी बार नीक्वीस्ट शब्द का उपयोग करते हैं यह एक नीक्वीस्ट फ़िल्टर या फ़िल्टर है जो टाइम डोमेन में इस नीक्वीस्ट गुण है ठीक है एक और परिणाम यह हो सकता है कि हम इसे उस स्थान पर लिखें जहां हमने सभी समीकरण लिखे हैं जिसकी हमें आवश्यकता होगी और यह हमारी चर्चा में फ्रीक्वेंसी डोमेन तत्वों का परिचय है अब तक यह इसका टाइम डोमेन संस्करण है कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल Xejω एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल बनाने के लिए पुनर्निर्मित किया ठीक है और इस प्रक्रिया में हम डिस्क्रीट टाइम ओमेगा से कंटीन्यूअस टाइम ओमेगा तक चले गए और फिर गुजर रहे हैं पुनर्निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से क्योंकि हम जानते हैं कि ωΩTs हम यह भी कह सकते हैं कि हाँ ओमेगा सिर्फ एक चर है चाहे डिस्क्रीट टाइम ओमेगा या कंटीन्यूअस टाइम ओमेगा इसलिए मैं इस XejωXejΩTs को बहुत अच्छी तरह से लिख सकता हूं क्योंकि यह कंटीन्यूअस टाइम ओमेगा और डिस्क्रीट टाइम ओमेगा के बीच का संबंध है अब यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक फ़ंक्शन के रूप में जो 2π की अवधि के साथ ω में आवधिक है ठीक है अब यह डिस्क्रीट या सामान्यीकृत फ्रीक्वेंसी है यह एक ऐसा फंक्शन है जो ओमेगा में आवधिक है मैंने इसे अभी अभी मैप किया है तो अवधि के साथ 2πTs की अवधि के साथ परिणामी है ठीक इस विशेष अभिव्यक्ति का कारण इस प्रकार हैXrjΩHrjΩXejΩTs अब हम इस अभिव्यक्ति को थोड़ा और अधिक देखने के लिए वापस आएंगे क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है क्योंकि यह जो कह रहा है वह एक कंटीन्यूअस टाइम स्पेक्ट्रम है जिसे बहुत सारे प्रतिकृतियां मिली हैं स्पेक्ट्रम कहां से आया स्पेक्ट्रम से आया है यह डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से आया है अलग स्पेक्ट्रा भी मिला है तो मैंने क्या किया मैंने डिस्क्रीट टाइम स्पेक्ट्रम 2959 सभी स्पेक्ट्रम प्रतिनिधित्व लिया और फिर मैंने विंडो के बाहर एक निश्चित विंडो के बाहर सब कुछ काट दिया जो पुनर्निर्माण फ़िल्टर द्वारा निर्दिष्ट है तो यह समीकरण एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम इस चर्चा में कई बार देखने के लिए वापस आएंगे ठीक है इसलिए पुनर्निर्माण फ़िल्टर एक सिंक फंक्शन है या इसे एक नीक्वीस्ट गुण मिली है इसमें 3027 पुनर्निर्माण फ़िल्टर नहीं है लेकिन यह गुण बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सैंपलिंग बिंदुओं पर मूल्यों को नहीं बदलते हैं ठीक है और यह पुनर्निर्माण प्रक्रिया है जो मूल रूप से है यह पुनर्निर्माण के कई पुनरावृत्ति का एक सुपरपोजिशन है जिसे उपयुक्त स्केलिंग के साथ इम्पल्स प्रतिक्रिया को फ़िल्टर करें जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है